हमने नोडल विश्लेषण का अध्ययन किया है और देखा है कि विभिन्न स्थितियों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है यहां नोडल विश्लेषण का सारांश दिया गया है और यह विभिन्न परिस्थितियों में समीकरण हैं मैं उन सभी मामलों को देखूंगा जिनके लिए हमने नोडल विश्लेषण किया था इसलिए मैं यहां दिखाए गए सर्किट को दिखाऊंगा और मैंने मैट्रिक्स के रूप में नोडल विश्लेषण समीकरण भी लिखे हैं मैं डेरिवेशन के माध्यम से नहीं जा रहा हूं हमने पहले ही ऐसा कर लिया है लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इनमें से प्रत्येक सर्किट के लिए करें आप वीडियो को रोकें आप सर्किट को देखें नोडल विश्लेषण समीकरण लिखें और इसकी तुलना करें मैंने यहाँ क्या दिया है तो यह आपको सभी स्थितियों के लिए नोडल विश्लेषण करने में कुछ अभ्यास देगा हमने जो पहला मामला लिया वह नोडल विश्लेषण के लिए सबसे सरल था यह तब था जब हमारे पास सर्किट में केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र वर्तमान स्रोत थे यहां मेरे पास वह सर्किट है जिसका हमने पहले अध्ययन किया था अब इस मामले में जब हमारे पास केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र वर्तमान स्रोत हैं हमने समीकरणों को हमेशा की तरह G मैट्रिक्स के रूप में सेट किया है वोल्टेज के अज्ञात वेक्टर के स्रोतों के वेक्टर के बराबर होने के कारण G मैट्रिक्स सममित है तो यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और मूल रूप से जी मैट्रिक्स को उलट कर इस समीकरण को हल करके आप सभी नोड वोल्टेज पा सकते हैं और वहां से आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं आगे हमने स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों को भी शामिल किया इस मामले में जटिलता यह है कि आप नहीं जानते कि वोल्टेज स्रोत के माध्यम से वर्तमान प्रवाह क्या है यानी आप वोल्टेज स्रोत के माध्यम से वर्तमान को वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज से संबंधित नहीं कर सकते हैं यह होना चाहिए बाकी सर्किट से अन्य बाधाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है इसलिए हम एक सुपर नोड बनाकर इस समस्या को दूर करते हैं यदि एक वोल्टेज स्रोत दो नोड्स से जुड़ा है तो हम उन दो नोड्स को एक सुपर नोड में इकट्ठा करते हैं और पूरे सुपर नोड के लिए एक नोडल समीकरण लिखते हैं जब हमने सुपर नोड का गठन किया तो हमने समीकरणों में से एक खो दिया है लेकिन हमारे पास वोल्टेज स्रोत की बाधा है तो हमारे पास अभी भी तीन चर में तीन समीकरण हैं और हम नोड वोल्टेज के लिए हल कर सकते हैं पहला सुपर नोड के लिए है दूसरा वोल्टेज स्रोत के लिए है और इस मामले में एक सुपर नोड बनाएं और हमारे पास वोल्टेज स्रोत के लिए समीकरण है और अंत में G मैट्रिक्स जहां यह G है यह अज्ञात वेक्टर V है यह स्रोत वेक्टर I के बराबर है अब स्रोत वेक्टर में शामिल हैं दोनों स्वतंत्र वोल्टेज और वर्तमान स्रोतों की G मैट्रिक्स असममित है आगे हम उस मामले को देखते हैं जहां हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत था अब इस मामले में सभी नोड्स पर KCL समीकरण लिखने में कोई समस्या नहीं है केवल एक चीज यह है कि जी मैट्रिक्स असममित हो जाता है क्योंकि वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत के माध्यम से वर्तमान सर्किट में कहीं और वोल्टेज पर निर्भर करता है तो आप इस उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि मैट्रिक्स असममित है आगे हम वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोतों को एक सर्किट में शामिल करने और नोडल विश्लेषण करने पर विचार करते हैं अब जब हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत होता है तो स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत की तरह हमें एक सुपर नोड बनाना होता है और हमें वोल्टेज स्रोत के लिए समीकरण जोड़ना होता है यह नियंत्रित स्रोत है तो दाहिना हाथ 0 होगा और सभी शब्द बाईं ओर दिखाई देंगे और फिर से G मैट्रिक्स असममित है अगला हम एक वर्तमान नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं तो किसी भी वोल्टेज स्रोत के साथ फिर से हमें एक सुपर नोड बनाना होगा और वह समीकरण वहां दिखाई देता है और अगला वर्तमान नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के लिए समीकरण है और हमेशा की तरह G मैट्रिक्स असममित है और भी क्योंकि यह एक नियंत्रित है स्रोत दाहिने हाथ की ओर 0 है अंत में हम अंतिम नियंत्रित स्रोतों को देखते हैं जो वर्तमान नियंत्रित वर्तमान स्रोत है और इस मामले में हम सभी नोड्स पर KCL लिख सकते हैं और यही हमने किया है और करंट को नियंत्रित करना किसी रेसिस्टर के माध्यम से करंट है और कंट्रोलिंग करंट को रेसिस्टर के वोल्टेज के संदर्भ में व्यक्त करना पड़ता है तो फिर से हमें एक G मैट्रिक्स मिलता है जो असममित है मेरा मतलब है कि इन दोनों मामलों में जब हमारे पास वर्तमान नियंत्रित वोल्टेज स्रोत या वर्तमान नियंत्रित वर्तमान स्रोत था तो हम मानते हैं कि नियंत्रण प्रवाह एक प्रतिरोधी के माध्यम से बह रहा है तो नियंत्रक के पार वोल्टेज के संदर्भ में नियंत्रण धारा को व्यक्त किया जा सकता है यदि नियंत्रण धारा एक वोल्टेज स्रोत से प्रवाहित होती है तो चीजें और अधिक जटिल हो जाती हैं लेकिन हम यहां उस मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं